मासिव ओपन ऑनलाइन कोर्स में वायरलेस कम्युनिकेशन के ऐस्टीमेशन के एक और मॉड्यूल में आपका स्वागत है तो हम देख रहे हैं पिछले मॉड्यूल में हमने एक इक्वलाइज़र की अप्रोक्सिमेशन ऐरर को देखना शुरू कर दिया है सही है इसलिए हमने इक्वलाइज़र के सिस्टम मॉडल को तैयार किया है लीस्ट स्क्वेयर्स प्रिंसिपल का उपयोग कर हमने लीस्ट स्क्वेयर्स इक्वलाइज़र जो C bar है इक्वलाइज़र वेक्टर C bar निकाला है और उस विशेष इक्वलाइज़र के लिए हमने अप्रोक्सिमेशन ऐरर की गणना शुरू कर दी है ठीक है तो सबसे पहले हमने अपने सिस्टम मॉडल को तैयार किया है जैसे कि y bar k H x bar k v bar K के बराबर है सही है यह हमारा ISI सिस्टम मॉडल सिस्टम मॉडल के लिए इंटर सिंबल इंटरफेयरेंस है जहां ISI इंटर सिंबल इंटरफेयरेंस को दर्शाता है और हमने r टैप इक्वलाइज़र को दर्शाया है जैसा कि हमने दिया है हम एक r टैप इक्वलाइज़र का निर्माण करना चाहते थे इसके लिए r टैप इक्वलाइज़र C bar इस प्रकार दिया गया है C bar H H ट्रांसपोज़ इन्वर्स H गुना वेक्टर 1 bar 2 के बराबर है यदि यह वेक्टर 1 bar 2 मूल रूप से कॉलम वेक्टर हैजिसमें शून्य से गिनते हुए हर जगह शून्य हैसिवाय दूसरे स्थान के ठीक है तो यह इक्वलाइज़र वेक्टर C bar का समीकरण लीस्ट स्क्वेयर्स प्रिंसिपल को नियोजित व्युत्पन्न करते हुए उपयोग किया है और फिर इक्वलाइज़र को c bar ट्रांसपोज़ y bar के रूप में कार्यान्वित किया है इसलिए इक्वलाइज़र को c bar ट्रांसपोज़ y bar के रूप में कार्यान्वित किया है इसके लिए हम अप्रोक्सिमेशन ऐरर ढूंढना चाहते हैं कि यह वेक्टर 1 bar 2 के कितने करीब है इसलिए हम अप्रोक्सिमेशन ऐरर को ढूंढना चाहते हैं याद रखें कि यह वही है जिसकी हमने गणना शुरू कर दी है अप्रोक्सिमेशन ऐरर जो H ट्रांसपोज़ c bar वेक्टर 1 bar 2 के पूरे वर्ग के मानदंड के बराबर हैऔर यहां हमने c bar के लिए अभिव्यक्ति को प्रतिस्थापित किया है इसलिए c bar के लिए यह अभिव्यक्ति जिसे हम यहाँ प्रतिस्थापित करते हैं c bar वास्तव में H H ट्रांसपोज़ इन्वर्स H गुना वेक्टर 1 bar 2 के बराबर है और जो हमें मूल रूप से अप्रोक्सिमेशन ऐरर देता है जो कि त्रुटि है H ट्रांसपोज़ H H ट्रांसपोज़ इन्वर्स H गुना वेक्टर 1 bar 2 1 bar 2 का पूरा वर्ग है मैट्रिक्स H ट्रांसपोज़ H H ट्रांसपोज़ H है I हम इस मैट्रिक्स को आपका मैट्रिक्स PH कहते हैं याद रखें कि हमने कहा था कि H ट्रांसपोज़ से पहले यह रेंज के लिए प्रोजेक्शन मैट्रिक्स है यह H ट्रांसपोज़ के लिए प्रोजेक्शन मैट्रिक्स है और अब हम इसे लिख सकते हैं क्योंकि यह बराबर है यह किसके बराबर है यह इसलिए PH गुना वेक्टर 1 bar 2 1 bar 2 मानक वर्ग जो मूल रूप से PH आइडेंटिटी मैट्रिक्स गुना वेक्टर 1 bar 2 के पूरे वर्ग के मानक के द्वारा निरूपित करने के बराबर है जिसे और अधिक सरल बनाया जा सकता है जो मूल रूप से मानदंड v bar वर्ग v bar ट्रांसपोज़ v bar है इसलिए यह PH - आइडेंटिटी ट्रांसपोज़ 1 bar 2 ट्रांसपोज़ गुना PH - आइडेंटिटी गुना 1 bar 2 है जो मूल रूप से 1 bar 2 ट्रांसपोज़ PH - आइडेंटिटी ट्रांसपोज़ गुना वेक्टर PH - आइडेंटिटी गुना 1 bar 2 है इस समय हम इस प्रोजेक्शन मैट्रिक्स PH के गुणों का पता लगाना चाहते हैं PH जो H ट्रांसपोज़ का प्रोजेक्शन मैट्रिक्स है हम इस मैट्रिक्स PH के गुणों का पता लगाना चाहते थे ठीक है इसलिए हम PH के गुणों का पता लगाना चाहते थेऔर हमने कहा कि PH निम्नलिखित दो गुणों को संतुष्ट करता है एक PH सिमेट्रिक है जिसका अर्थ है PH ट्रांसपोज़ PH के बराबर है यानी PH ट्रांसपोज़ स्वयं के ही बराबर होता है महत्वपूर्ण रूप से दूसरी दिलचस्प प्रॉपर्टी है कि PH स्क्वेयर PH मैट्रिक्स स्वयं से गुना करके PH गुना PH मैट्रिक्स PH ही होता है ये दो गुण हैं जिन्हें यह मैट्रिक्स PH संतुष्ट करता है और अब हम इन दो गुणों को नियोजित करते हैं तो अब हम अप्रोक्सिमेशन ऐरर के लिए अभिव्यक्ति को सरल बनाने के लिए इन दो गुणों को नियोजित करना चाहते हैं जो मूल रूप से 1 bar 2 ट्रांसपोज़ PH - I ट्रांसपोज़ गुना PH - I गुना 1 bar 2 है I मैं इन गुणों को नियोजित कर इसे सरल बनाना चाहती हूं और यही अब हम करने जा रहे हैं तो इन गुणों को नियोजित कर मेरे पास यह त्रुटि बराबर है इसलिए हमने पहले ही प्राप्त कर लिया है कि हमारी त्रुटि मूल रूप से 1 bar 2 ट्रांसपोज़ गुना PH - I ट्रांसपोज़ गुना PH - I गुना 1 bar 2 है जो 1 bar 2 ट्रांसपोज़ गुना PH ट्रांसपोज़ - I ट्रांसपोज़ गुना PH - I गुना 1 bar 2 है अब यह बराबर है यह बराबर है अब आप PH ट्रांसपोज़ देख सकते हैं यह खुद PH के बराबर है क्योंकि यह हमने पहले साबित किया है और I ट्रांसपोज़ आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही है तो यह 1 bar 2 ट्रांसपोज़ गुना PH - आइडेंटिटी गुना PH - आइडेंटिटी गुना 1 bar 2 है जो कि बराबर है अब आप देख सकते हैं कि यह मूल रूप से बराबर है 1 bar 2 ट्रांसपोज़ गुना ब्रैकेट में PH गुणा PH I गुणा PH जो PH है PH गुणा आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो PH है आइडेंटिटी गुणा आइडेंटिटी जो स्वयं आइडेंटिटी है गुना 1 bar 2 है अब आप देख सकते हैं कि PH गुना PH PH के बराबर होता है इसलिए जहां आप प्रॉपर्टी उपयोग कर रहे हैं कि PH गुना PH PH के बराबर होता है यह मूल रूप से आपका 1 bar 2 ट्रांसपोज़ गुना PH - PH PH I गुना 1 bar 2 है तो ये दो PH कैंसल होते हैं और हमारे पास जो है यह 1 bar 2 ट्रांसपोज़ गुना I मैट्रिक्स PH गुणा 1 bar 2 हूं तो हम वास्तव में इसे सरल बना सकते हैं क्योंकि 1 bar 2 ट्रांसपोज़ गुना I मैट्रिक्स PH गुणा 1 bar 2 है तो यह वह अभिव्यक्ति है जो हमने अब तक अप्रोक्सिमेशन ऐरर के लिए विकसित की है हम इसे और भी सरल कर सकते हैं वास्तव में अब हम इसे सरल कर सकते हैं क्योंकि त्रुटि 1 bar 2 ट्रांसपोज़ गुणा आइडेंटिटी गुणा 1 bar 2 जो 1 bar 2 ट्रांसपोज़ गुणा 1 bar 2 1 bar 2 ट्रांसपोज़ गुणा PH गुणा 1 bar 2 है अब हम इन मात्राओं का पता लगाते हैं 1 bar 2 ट्रांसपोज़ 1 bar 2 अब यह मात्रा 1 bar 2 ट्रांसपोज़ 1 bar 2 है यह रो वेक्टर 0 0 1 0 गुणा कॉलम वेक्टर 0 0 1 0 है जो मूल रूप से 1 के बराबर है अब यह वेक्टर यह प्रविष्टि यह मूल रूप से 1 bar 2 या 1 bar 2 ट्रांसपोज़ PH गुणा 1 bar 2 है यह मूल रूप से रो वेक्टर 0 0 1 0 गुणा PH गुणा कॉलम वेक्टर 0 0 1 0 है और आप यह देख सकते हैं कि यह सब मूल रूप से मैट्रिक्स PH के 22 प्रविष्टि को चुनता है तो यह क्या करता है यह क्या चुनता है इसलिए यह PH 22 है जो यह दर्शाता है यह क्या निरूपित करता है यह निरूपण करता है यह संकेत निरूपित करता है 22 प्रविष्टि मैट्रिक्स PH की PH जहां गिनती शून्य से होती है प्रविष्टियां शुरू से ही गिनी जाती हैं यही कारण है कि यह मैट्रिक्स PH की 22 प्रविष्टि को निरूपित करता है अर्थात दूसरी रो और दूसरे कॉलम प्रविष्टि को निरूपित करता है लेकिन गिनती शून्य से शुरू होनी है गिनती 0 कॉलम से शुरू करते हैं पहला कॉलम दूसरा कॉलम इत्यादि 0 रो पहली रो दूसरी रो इत्यादि इसलिए आप दूसरी रो को दूसरे कॉलम से मेल खाते हुए देखेंगे जहाँ प्रविष्टि है और अब इसलिए त्रुटि या अप्रोक्सिमेशन ऐरर अच्छी तरह से इसे पूरी तरह से लिख दें जो 1 bar 2 ट्रांसपोज़ 1 bar 2 1 bar 2 ट्रांसपोज़ PH गुणा 1 bar 2 है जो 1 PH 2 क्रोस 2 है जो कि अप्रोक्सिमेशन ऐरर है तो मैं इसे पूरी तरह से लिख दूं अप्रोक्सिमेशन ऐरर 1 PH 2 क्रॉस 2 यह अप्रोक्सिमेशन ऐरर के लिए अभिव्यक्ति है जहां मैट्रिक्स PH हमें इस बात का उल्लेख करता है कि PH H ट्रांसपोज़ का प्रोजेक्शन मैट्रिक्स है जो H ट्रांसपोज़ H H ट्रांसपोज़ इन्वर्स गुणा H है जहाँ PH प्रोजेक्शन मैट्रिक्स है PH मूल रूप से H ट्रांसपोज़ का प्रोजेक्शन मैट्रिक्स है और अप्रोक्सिमेशन ऐरर 1 22 प्रविष्टि है यह मैट्रिक्स PH की दूसरी रो और दूसरे कॉलम में प्रविष्टि है जहां गिनती शून्य से शुरू होती है ठीक है तो यह अभिव्यक्ति या अप्रोक्सिमेशन ऐरर के लिए एक सरलीकृत अभिव्यक्ति है और यह दर्शाता है कि यह इक्वलाइज़र उस आदर्श वांछित वेक्टर 1 bar 2 को अनुमानित करने में सक्षम है याद रखें कि यह वही है जो हमारा प्रारंभिक लक्ष्य H ट्रांसपोज़ c bar को जितना संभव हो सके इस वेक्टर 1 bar 2 के करीब लाने की कोशिश करना था ताकि आप x k पर से सिंबल्स x k 2 x k 1 और x k - 1 से उत्पन्न होने वाली इंटर सिंबल इंटरफेयरेंस को हटा दें I तो इसको बेहतर समझने के लिए हम एक सरल उदाहरण करते हैं तो इसको बेहतर समझने के लिए हम अपने पिछले उदाहरण को करते हैं इसलिए अप्रोक्सिमेशन ऐरर के लिए एक उदाहरण इसलिए आइए हम इस उदाहरण को अपनी अप्रोक्सिमेशन ऐरर के लिए करें हम सरल 2 टैप ISI चैनल पर वापस जाते हैं जिसे हमने पहले माना था अर्थात याद रखें हमारे इक्वलाइज़र के लिए हमने y k x k 05 x k 1 v k के बराबर माना था यह ISI चैनल है इसलिए हमारे पास L 2 टैप्स के बराबर है h 0 बराबर है 1 के और h 1 05 के बराबर है तो हम वापस जा रहे हैं इसलिए इस अप्रोक्सिमेशन ऐरर के लिए एक सरल उदाहरण को देखने के लिए हम एक पिछले उदाहरण पर वापस जा रहे हैं जहां y k जहां इंटर सिंबल इंटरफेयरेंस चैनल हम y k मान रहे हैं वह y k x k 05 x k 1 v k के बराबर है v k बेशक नॉयस है I यहां 2 टैप वायरलेस चैनल इंटर सिंबल इंटरफेरेंस वायरलेस चैनल है जहां h 0 1 के बराबर है और h 1 05 के इसलिए यह 2 टैप ISI वायरलेस चैनल का उदाहरण है जिस पर हम विचार कर रहे हैं ठीक है और इसके लिए अब हम निकालते हैं हम पहले से ही इक्वलाइज़र प्राप्त कर चुके हैं आइए अब हम इसके लिए अप्रोक्सिमेशन ऐरर को प्राप्त करते हैं इसलिए हमारे पास L 2 के बराबर है R 3 टैप इक्वलाइज़र में 3 के बराबर है हमने देखा है कि H मैट्रिक्स H मूल रूप से 1 05 0 0 0 1 05 0 0 01 05 है ठीक है तो यह मैट्रिक्स है अब हम गणना करना चाहते हैं अब इसके लिए स्वाभाविक रूप से याद रखें कि h ट्रांसपोज़ का प्रोजेक्शन मैट्रिक्स अप्रोक्सिमेशन ऐरर का मूल्यांकन करने के लिए एक महत्वपूर्ण कुंजी है तो हम H के प्रोजेक्शन मैट्रिक्स की गणना करना चाहते हैं जो H ट्रांसपोज़ H H ट्रांसपोज़ इन्वर्स गुणा H है ठीक है हम H ट्रांसपोज़ के प्रोजेक्शन मैट्रिक्स की गणना करना चाहते हैं हम प्रोजेक्शन मैट्रिक्स की गणना करना चाहते हैं H ट्रांसपोज़ का प्रोजेक्शन मैट्रिक्स जिसे PH H ट्रांसपोज़ H H ट्रांसपोज़ इन्वर्स गुणा H के रूप में दिया जाता है अब हम HH ट्रांसपोज़ की गणना करके शुरुआत करते हैं हालाँकि हम पहले ही ऐसा कर चुके हैं इसे हम पूर्णता के लिए फिर से कर लें HH ट्रांसपोज़ हम H के लिए अभिव्यक्ति पहले ही लिख चुके हैं जो आपका 3 क्रॉस 4 मैट्रिक्स है जो 1 05 0 0 0 1 05 0 0 01 05 है H ट्रांसपोज़ 1 0 0 05 1 0 0 05 1 0 0 05 है यह एक 4 क्रॉस 3 मैट्रिक्स है और जब मैं इन दो मैट्रिक्स को एक साथ गुणा करती हूं तो मुझे मूल रूप से जो मिलता है वह मैट्रिक्स 3 क्रॉस 3 मिलता हैं जो कि 125 05 0 05 125 05 0 05 125 के रूप में लिख रहे हैं हम केवल अंश के रूप में लिख सकते हैं जो 5 बाय 4 आधा0 आधा 5 बाय 4 आधा अंतिम रो 0 आधा 5 बाय 4 के बराबर है तो यह मूल रूप से आपके 3 क्रॉस 3 या मूल रूप से आपके r क्रॉस r मैट्रिक्स H ट्रांसपोज़ H है अब जो हम आगे खोजना चाहते हैं वह मूल रूप से है हम H H ट्रांसपोज़ ढूंढना चाहते हैं इसलिए यह HH ट्रांसपोज़ है और अब हम जो ढूंढना चाहते हैं वह मूल रूप से हम चाहते हैं H H ट्रांसपोज़ इन्वर्स ज्ञात करना अब यह पता लगाने के लिए कि हमें मूल रूप से शुरू करना है कि H H ट्रांसपोज़ का डिटरमिनेन्ट क्या है सही है हमें H H ट्रांसपोज़ के डिटरमिनेन्ट को ढूंढना होगा हमने पहले ही इसे प्राप्त कर लिया है आप पिछले मॉड्यूल का उल्लेख कर सकते हैं यह H H ट्रांसपोज़ का डिटरमिनेन्ट है जो 85 बाय 64 है अब H H ट्रांसपोज़ इन्वर्स बराबर है यह 1 ओवर डिटरमिनेन्ट गुना मैट्रिक्स के कोफ़ैक्टर्स के बराबर होता है याद रखें कि हमने यह भी गणना की है कि इसे 1 ओवर 85 बाय 64 गुना 21 बाय 16 5 बाय 8 1 बाय 4 5 बाय 8 25 बाय 16 5 बाय 8 1 बाय 4 5 बाय 8 21 बाय 16 के रूप में दिया जाता है याद रखें यह है आपका कोफ़ैक्टर्स का मैट्रिक्स यह मैट्रिक्स है यह कोफ़ैक्टर्स का मैट्रिक्स है और अब 64 का फैक्टर इसके अंदर लेते हुए यह मूल रूप से H ट्रांसपोज़ H इन्वर्स है आप इसे 1 ओवर 85 गुना 84 40 और 16 40 100 40 16 40 और 84 के रूप में सरल कर सकते हैं और यह मूल रूप से H H ट्रांसपोज़ इन्वर्स के लिए अभिव्यक्ति है और यह कुछ ऐसा है जो हम पहले ही इस फ्रिकवेंसी सिलेक्टिव चैनल Y के लिए प्राप्त कर चुके हैं y k x k 05 x k 1 v k के बराबर है हमने व्युत्पन्न किया है हमने मैट्रिक्स H के लिए अभिव्यक्ति प्राप्त करने के लिए सिस्टम मॉडल तैयार किया है और उसी से हमने H H ट्रांसपोज़ निकाला है और अब हम H H ट्रांसपोज़ इन्वर्स की गणना भी कर रहे हैं ठीक है तो अब हमें प्रोजेक्शन मैट्रिक्स की गणना करनी है ठीक है तो प्रोजेक्शन मैट्रिक्स की गणना करने के लिए हम पहले H H ट्रांसपोज़ इन्वर्स गुना H से गणना शुरू करते हैं हां बस H H ट्रांसपोज़ इन्वर्स की गणना भी की है मूल रूप से यह आपका 1 ओवर 85 गुना 84 40 16 40 100 40 16 40 84 गुना H है और याद रखें कि मैट्रिक्स H एक ऐसा है जो 1 05 0 0 0 1 05 0 0 01 05 है और इसे गुणा कर सकते हैं और अब आप देख सकते हैं कि यह मैट्रिक्स के रूप में दिया गया है मूल रूप से 3 क्रॉस 3 गुणा 3 क्रॉस 4 करते हैं जो कि 3 क्रॉस 4 मैट्रिक्स देता है जो कि 1 ओवर 85 गुना 84 2 4 8 40 80 10 20 16 32 64 42 है यह आपके मैट्रिक्स H H ट्रांसपोज़ इन्वर्स H के लिए अभिव्यक्ति है ठीक है इसलिए हमने अब मैट्रिक्स H H ट्रांसपोज़ इन्वर्स गुना H की गणना की है अंत में PH की गणना करने के लिए अब मुझे मैट्रिक्स H ट्रांसपोज़ द्वारा बाईं ओर गुणा करना है और हमने यह गणना भी की है कि PH बराबर है H ट्रांसपोज़ गुणा H H ट्रांसपोज़ इन्वर्स गुणा H है जहां मूल रूप से अब H ट्रांसपोज़ 4 क्रॉस 3 मैट्रिक्स के बराबर है हमने देखा है कि यह 1 0 0 05 1 0 0 05 1 0 0 05 है यह H H ट्रांसपोज़ इन्वर्स H है मैं प्रतिस्थापित कर रही हूं कि यह निश्चित रूप से 1 ओवर 85 गुना 84 2 4 8 40 80 10 20 16 32 64 42 है और अब जब मैं इसे सरल करती हूं तो आपको PH मिलता है अंत में इसको गुणा करने पर आपको PH मिलता है H ट्रांसपोज का प्रोजेक्शन मैट्रिक्स PH होता है आपका मैट्रिक्स PH 1 ओवर 85 गुना 84 2 4 8 2 81 8 16 48 69 32 8 16 32 21 है और यह आप देख सकते हैं अभी तक इसलिए यह मूल रूप से H ट्रांसपोज का प्रोजेक्शन मैट्रिक्स PH देता है जो कि मूल रूप से H ट्रांसपोज़ H H ट्रांसपोज़ इन्वर्स H है और इसमें हमें 2 क्रॉस 2 तत्व लेना होगा तो शून्य से गिनती शुरू करते हैं 2 क्रॉस 2 तत्व जो आप देख सकते हैं मूल रूप से शून्य एक दो तीन दिए गए हैं यह कॉलम की गिनती है यह रो की गिनती शून्य एक दो तीन है अब आप देख सकते हैं 2 क्रॉस 2 तत्व मूल रूप से दूसरे कॉलम और दूसरी रो से मेल खाता है तो यह तत्व है तो यह मूल रूप से है निश्चित रूप से 1 ओवर 85 गुना मूल रूप से आपका 2 क्रॉस 2 तत्व है ठीक है और अब उस अप्रोक्सिमेशन ऐरर का उपयोग करते हुए 1 प्रोजेक्शन मैट्रिक्स H के 2 क्रॉस 2 तत्व के बराबर जो 1 - 69 बाय 85 है जो मूल रूप से 16 बाय 85 हैI इसलिए अप्रोक्सिमेशन ऐरर 16 बाय 85 के बराबर है और यही हमारे पास है और यह अप्रोक्सिमेशन ऐरर है जो हमारे पास है हम इस सरल उदाहरण को करने में सक्षम हैं तो आज के मॉड्यूल में हमने जो किया है वह मूल रूप से हमने शुरू किया है जहां से हमने पिछले मॉड्यूल में छोड़ा था और हमने इस लीस्ट स्क्वेयर के लिए अप्रोक्सिमेशन ऐरर के लिए अभिव्यक्ति को देखा था इसलिए यह ज़ीरो फोर्सिंग इक्वलाइज़र है ठीक है हमने सरलीकृत किया है कि H ट्रांसपोज के प्रोजेक्शन मैट्रिक्स जो कि PH है जो H ट्रांसपोज़ H H ट्रांसपोज़ इन्वर्स गुना H है के गुणों का उपयोग करके और मूल रूप से अप्रोक्सिमेशन ऐरर को हमने 1 - PH के 22 तत्व के रूप में सरलीकृत किया है जहां कॉलम और रो की गिनती शून्य से शुरू करते हैं I और फिर हमने ISI पर विचार करते हुए एक साधारण उदाहरण किया है ISI इंटर सिंबल इंटरफेयरेंस चैनल y k जो x k 05 x k 1 v k के बराबर है और हमने इस चैनल के लिए और हमने 3 टैप इक्वलाइज़र के अनुरूप इस अप्रोक्सिमेशन ऐरर की गणना की है और दिखाया है कि यह अप्रोक्सिमेशन ऐरर मूल रूप से इस मात्रा जो 16 बाय 85 है से दिया गया है ठीक है तो इसके साथ हम इस मॉड्यूल को बंद कर देंगे और हम बाद के मॉड्यूल में अन्य पहलुओं का पता लगाएंगे